जो PV सेल यहां बनाया गया है इस पर विचार करिए इसके दो टर्मिनल है V और I इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इनपुट है तो पावर इनपुट क्या है और इसके लिए क्या पावर आउटपुट होगा जिसकी यह पीवी सेल क्षमता रखता है यह आपको इसकी दक्षता का विचार देगा जो कि P0 बाय Pin से दिया जाता है अब जो कि पीक पावर पर P0 के बराबर है इस प्रकार वह अधिकतम पावर जो पीवी सेल किसी विशेष स्थापना में देने में सक्षम है वह यह पीक पावर Pm है तो हम इसे Pm कहेंगे और यह पीवी सेल का वह आउटपुट है जो कि Pin के कारण है और हम जानते हैं कि Pm और कुछ नहीं बल्कि VmImPin है अब Pin क्या है यह वह मानक 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर इनसोलेशन है और Pin 1 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर पैनल का क्षेत्रफल से दिया जाता है पैनल का क्षेत्रफल क्या है वापस डाटा शीट पर चलते हैं डाटा शीट केअंदर इस पंक्ति को देखिएयह सेल यहां 6 बाय10 टुकड़े हैं इस प्रकारपॉलीक्रिस्टलाइन सेलजिसकाअर्थ 60 सेल हैऔर प्रत्येक सेल का क्षेत्रफल 0156 मीटर बाय 0156 मीटर दिया गया है तो हम हमारी गणना में इनपुट पावर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं इसलिए वापस चलते हैं इस प्रकार आप देखते हैं कि पैनल का क्षेत्रफल है 60 सेल प्रत्येक 156 mm x 156 mm क्षेत्रफल के हैं तो हम इन को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रकार यह है 60 x 0156 x 015 6 स्क्वायर मीटर हैं यह 146 स्क्वायर मीटर हो जाता है इस प्रकार Pin 1 किलोवाट प्रति स्क्वायर मीटर इन टू 146 है जोकि 146 KW है अब डाटा शीट में सेल दक्षता 165 दी गई है इसलिए P0 जोकि Pm के बराबर है जो कि अधिकतम पावर है यह सेल की दक्षता Pin होगी जोकि 146 KW 165 बाय 100 होगा जो कि लगभग 240 वाट के बराबर है इस प्रकार सेल एफिशिएंसी दक्षता को मैं इसे एफिशिएंसी सब्सक्रिप्ट सेल कहूंगाPV सेल द्वारा दिया गया आउटपुट पावर बाय इंसीडेंट सोलर पावर द्वारा दिया जाता है पावर पॉइंट पर आउटपुट पावर जिसे Pm का नाम दिया गया है हम जानते हैं कि डिवाइडेड बाय Pin और Pin क्या है Pin कुछ नहीं बल्कि इनसोलेशन है जोकि किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेल से दिया जाता है जहां एरिया सेल्स का कुल एरिया होता है हमें इनसोलेशन इनटू सेल एरिया के लिए L प्रतीक का उपयोग करना चाहिए इस प्रकार और जिसके चलते यहां इसको रखने के बाद आप देखेंगे किPmL जो कि किलोवाट प्रति मीटरस्क्वायर इन टू सेल्स एरिया है आपको इनपुट इंसीडेंट पावर देगा और इसके आगे पीक पावर वोल्टेज और करंट के रूप में Vm के साथ अर्थात VmpImpLAcell इन्सोलेशन किलोवाट प्रति स्क्वायर मीटर में है सेल का क्षेत्रफल एरिया स्क्वायर मीटर में है इस प्रकार यह सेल दक्षता एफिशिएंसी है फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि मॉड्यूल एफिशिएंसी और सेल एफिशिएंसी एक समान नहीं होती है पूरे PV मॉड्यूल की दक्षता डेफिशियेंसी वास्तव में सेल की दक्षता एफिशिएंसी से कम होती है इन दोनों में क्या अंतर है मूल रूप से यह सेल के क्षेत्रफलएरिया और मॉड्यूल के क्षेत्रफलएरिया में है चलिए अब इस अंतर की ओर देखते हैं इस PV पैनल पर ध्यान लगाइए यह वास्तव में एक 6 बाय 10सेल पैनल है यह प्रत्येक एक सेल है यह भाग जिसे मैं माउस से दिखा रहा हूं एक सेल है वहां इस कॉलम में ऐसे 10 है औरवहां 6 क्षेतिज होरिजेंटल है अब यदि आप और ज्यादा पास के दृश्य से देखेंगे तोआप देखेंगे कि सेल्स के बीच में कुछ स्थान है वास्तव में मॉड्यूल इन सभी सेल्स से संपुटित एनकैप्सूलेट्स है किनारों पर कुछ स्थान है किनारे ने स्वयं भी कुछ स्थान ले रखा है और सेल्स के बीच में कुछ स्थान है अब यह सभी क्षेत्रफल प्रभावी क्षेत्रफल नहीं है और सोलर इनसोलेशन यदि इस क्षेत्रफल पर गिरता है तो वास्तव में कैद अथवा संग्रहित नहीं होता इस प्रकार पूरे मॉड्यूल का क्षेत्रफल वास्तव में शुद्ध सेल क्षेत्रफल से ज्यादा है क्योंकि यह इन सभी खाली जगहों और बक्सों केस से मिलकर बना है और इसलिए मॉड्यूल दक्षता एफिशिएंसी निश्चित रूप से सेल दक्षताएफिशिएंसी से कम होगी यदि आप वापस डेटाशीट पर आए और हम यहां डेटाशीट को देखें तो यहांआप सेल दक्षता एफिशिएंसी देखते हैं आप देखें कि सेल दक्षताएफिशिएंसी 165 है और जबकि मॉड्यूल दक्षताएफिशिएंसी वास्तव में 1466 है यह ऐसा है सभी प्रकार के पैनल्स के लिए क्योंकि मॉड्यूल क्षेत्रफल शुद्ध सेल क्षेत्रफल से ज्यादा है और लगभग हर समय पीक पावर और यह सभी दूसरी रेटिंग पीक पावर रेटिंग जैसा कि पहले बताया गया है यह शुद्ध सेल क्षेत्रफल और शुद्ध सेल दक्षता एफिशिएंसी के संदर्भ में है फिर भी व्यावहारिक उद्देश्य से जब आप किसी अनुप्रयोग के लिए गणना करते हैं तो मॉड्यूल दक्षताएफिशिएंसी लेना ज्यादा अच्छा और अपरिवर्तनीय माना जाएगा क्योंकि आप ज्यादा व्यवहारिक दक्षता की बात करेंगे